अभिवादन टेल के मॉड्यूल 1 की इकाई 10 में आपका स्वागत है हम सीखने की टैक्सोनॉमी को देखने जा रहे हैं जो हमने पिछली बार अंतिम इकाई में शुरू किया था हम शेष कॉगनिटिव स्तरों को देखने जा रहे हैं हमने पहले की इकाई में हमने टैक्सोनॉमी की आवश्यकता का परिचय दिया था और हमने नोट किया कि टैक्सोनॉमी ऑफ़ लर्निंग एक पाठ्यक्रम तैयार करने और प्रभावी ढंग से निर्देशन के लिए एक भाषा प्रदान करता है और साथियों के साथ संवाद और बातचीत करने के लिए भी ताकि दो लोग दो संकाय सदस्य जब वे चर्चा कर रहे हैं कि वे एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं कई टैक्सोनॉमी हैं और उनका अनुसरण विभिन्न विश्वविद्यालयों विभिन्न संगठनों द्वारा किया जाता है लेकिन वर्तमान में एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी का उपयोग भारत उत्तरी अमेरिका और यूरोप में कई लोग करते हैं इस वर्गीकरण के अनुसार चिंता के तीन डोमेन हैं कॉगनिटिव प्रभावी और साइकोमोटर और हम प्रमुख रूप से कॉगनिटिव डोमेन को देख रहे होंगे कॉगनिटिव डोमेन से संबंधित है कि आप प्रसंस्करण जानकारी को क्या कहते हैं ज्ञान में परिवर्तित करना समस्याओं को हल करना इसलिए कॉगनिटिव डोमेन के दो आयाम हैं कॉगनिटिव स्तर वा प्रक्रिया और ज्ञान श्रेणियां इसलिए हमने दो कॉगनिटिव स्तरों को पहले की इकाई में देखा प्राथमिक कॉगनिटिव स्तर अर्थात् रिमेम्बर और अंडरस्टैंड अब यह इकाई 10 मुख्य परिणाम कॉगनिटिव स्तरों को समझना है जिसमें अप्लाई एनालाइज इवैल्यूएट और क्रिएट शामिल हैं ये चार अलग अलग कॉगनिटिव स्तर हैं जिनसे हम चिंतित हैं अब हम अप्लाई से शुरू करते हैं यह क्या करता है अभ्यास करने या समस्याओं को हल करने के लिए प्रक्रियाओं का उपयोग करें इसका मतलब है कि आप कुछ प्रक्रियाओं को लागू कर रहे हैं उस प्रक्रिया को आपको समझाया गया है संभवतः समझें कि प्रत्येक चरण क्यों आवश्यक है लेकिन फिर आपको उस प्रक्रिया को लागू करना होगा जो आपको दी गई है और आमतौर पर यह एक समस्या को हल करना है और इसे निकटता से भी जोड़ा जाता है जिसे हम बाद में प्रक्रियात्मक ज्ञान कहते हैं और अब मोटे तौर पर दो उप प्रक्रियाओं की दो श्रेणियां हैं जिन्हें आप निष्पादित और कार्यान्वित कर सकते हैं अब वही क्रिया क्या होती है जो हम दोनों के साथ जोड़ रहे हैं जैसे कि चिंता की क्रिया क्रियाएं निर्धारित होती हैं कैलकुलेट कंप्यूट अनुमान हल ड्रा संबंधित संशोधित आदि आप कुछ और शब्द भी गढ़ सकते हैं अब अंतर यह है कि निष्पादित करने और कार्यान्वित करने से पहले कुछ उदाहरण देखें ये वे समस्याएं हैं जो परीक्षा के प्रश्नपत्रों या इंजीनियरिंग की विभिन्न शाखाओं के परीक्षा पत्रों से लिया गया हैं अब यदि आप देखते हैं तो हमें विस्तार के बारे में चिंता न करें लेकिन यहां 50 किमी की गति प्राप्त करने के लिए 200 टन मोटर कोच द्वारा लिए गए समय की गणना करें और फिर यह कुछ शर्तों पर शुरू होता है और चिंता के कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको दिए गए हैं विभिन्न संख्याएं आपको दी गई हैं और फिर आपको गणना करना है आप क्या गणना करते हैं उसके द्वारा लिए गए समय की गणना करें इसका मतलब है कि कई वेरिएबल्स हैं और कई इनपुट वेरिएबल्स या पैरामीटर्स Parameters हैं और एक अज्ञात चर है जो दिए गए वेरिएबल्स और मापदंडों के आधार पर गणना किए जाने के लिए आवश्यक समय है तो यह है कि आम तौर पर लागू गतिविधि क्या शामिल होगी इसका मतलब है कि किसी भी स्थिति में आपके पास कुछ ज्ञात वेरिएबल्स और कुछ अज्ञात वेरिएबल्स हैं अज्ञात वेरिएबल्स एक दो तीन भी हो सकते हैं और बड़ी संख्या में ज्ञात वेरिएबल्स हो सकते हैं इसलिए प्रमुख कार्य ज्ञात वेरिएबल्स के संदर्भ में अज्ञात चर का निर्धारण करना है यह मोटे तौर पर इंजीनियरिंग में लागू गतिविधि है जिसे हम देखते हैं एक और समस्या एक 1000 सीसी कोर कटर फिर से सभी विवरण या मापदंडों के साथ जो दिए गए हैं और अंत में आपको थोक इकाई वजन शुष्क इकाई वजन शून्य अनुपात और संतृप्ति की डिग्री निर्धारित करनी होगी जैसा कि आप देख सकते हैं कि चार अज्ञात वेरिएबल्स हैं और कुछ ज्ञात वेरिएबल्स सभी दिए गए हैं सभी वेरिएबल्स अज्ञात अर्थात् इकाई वजन शुष्क इकाई वजन शून्य अनुपात और संतृप्ति की डिग्री को निर्धारित या गणना करना होगा आइए हम कुछ और उदाहरण देखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास एक ट्रांसफार्मर होता है और ट्रांसफार्मर के कुछ मापदंडों को दिया जाता है या इसके साथ जुड़े कुछ वेरिएबल्स दिए जाते हैं अंत में आपको लैगिंग पावर फैक्टर के 08 पर पूर्ण लोड वोल्टेज विनियमन को खोजना होगा यहाँ केवल एक अज्ञात वेरिएबल्स अर्थात् वोल्टेज विनियमन है इलेक्ट्रॉनिक्स में क्षेत्र में अभी भी एक और समस्या 49 हर्ट्ज से 51 हर्ट्ज के आवृत्ति बैंड में संकेतों के लिए 20 डीबी से बेहतर क्षीणन प्रदान करने के लिए एक पायदान फ़िल्टर डिज़ाइन करें और पास बैंड में संकेतों के लिए 6 डीबी का लाभ ठीक है तो फिर इसका मतलब है कि आप अब एक नौच फिल्टर डिजाइन कर रहे हैं इसका मतलब है कि नौच फ़िल्टर में किसी प्रकार का सर्किट होगा और सर्किट के मापदंडों में सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि वह फ़िल्टर क्या है यह किस प्रकार का सर्किट होगा और फिर आपको नौच फ़िल्टर से जुड़े घटकों के सभी मापदंडों को निर्धारित करना होगा अब यदि आप देखते हैं कि पहले की समस्याओं के बीच एक छोटा सा अंतर है तो यहाँ एक है सबसे पहले यहां दो चरण हैं सबसे पहले सभी को पता होना चाहिए कि नौच फ़िल्टर संरचना क्या है इसका मतलब है कि आपको सर्किट आरेख बनाने में सक्षम होना चाहिए और फिर दिए गए मूल्यों के आधार पर आपको उस के मापदंडों को निर्धारित करना होगा इसलिए यदि आप नौच फ़िल्टर की संरचना को नहीं जानते हैं तो जाहिर है कि आप इस समस्या को हल नहीं कर सकते तो यह अन्य की तुलना में दो चरणीय प्रक्रिया की तरह दिखता है ठीक है ये लागू गतिविधियों के नमूने हैं आइए हम थोड़ा पीछे हटें और इन दोनों गतिविधियों को देखें क्रियान्वित करें और कार्यान्वित करें लागू होने का मतलब होगा यह बहुत स्पष्ट है कि वास्तव में आपको क्या गणना करने की आवश्यकता है इसका मतलब है कि प्रक्रिया पूछी जाती है या आपको कुछ निश्चित फॉर्मूलों को याद रखना होता है और फिर उसे लागू करना होता है लेकिन किस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाए जो या तो निहित या ज्ञात हो लेकिन निष्पादित भाग में समस्या का वर्णन क्या होता है आपको यह भी पता लगाना चाहिए कि किस प्रक्रिया को लागू करना है और फिर प्रक्रिया को लागू करना है कार्यान्वयन प्रक्रिया का उपयोग करता है जबकि निष्पादित करते समय आपको यह पता लगाना होगा कि किस प्रक्रिया को लागू किया जाना है और फिर प्रक्रिया को लागू करना है जैसा कि आप देख सकते हैं यह थोड़ा उच्च स्तर है संज्ञानात्मक गतिविधि के संदर्भ में निष्पादन की तुलना में निष्पादन थोड़ा अधिक है दो चरणीय प्रक्रिया है अब जहां तक अप्लाई का सवाल है तो यह आमतौर पर इसमें कोई जटिलता नहीं है और उदाहरण के लिए अध्याय की सभी समस्याओं का अंत ज्यादातर अप्लाई की श्रेणी में आएगा अब अगला संज्ञानात्मक प्रक्रिया का अगला स्तर एनालाइज है अब पहले हम वर्णन करते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी शब्द एनालाइज का उपयोग कैसे करता है एनालाइज में सामग्री को उसके घटक भागों में विभाजित करना और कैसे भागों एक दूसरे से और एक समग्र संरचना से संबंधित हैं यह निर्धारित करना है यही कड़ाई से एनालाइज है और अब इनमें अंतर शामिल होगा इसका मतलब है कि आपके लिए कुछ प्रस्तुत किया गया है हम कहते हैं कि आपको समाचार पत्र में लिखा गया एक लेख दिया गया है और अब आपको प्रस्तुत सामग्री के महत्वहीन भागों से प्रासंगिक भागों या महत्वपूर्ण भागों को अलग करना होगा एक हमेशा उस तरह का विश्लेषण कर सकता है क्या महत्वपूर्ण है क्या महत्वपूर्ण नहीं है और इसलिए कि आप इस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि कई अखबारों में आपके द्वारा प्रस्तुत सामग्री के महत्वपूर्ण हिस्से पर विचार करने के समय के बजाय महत्वहीन या दोहराव वाली सामग्री होगी या आप यह भी कह सकते हैं ओर्गनाइज संरचना एकीकृत जुटना रूपरेखा और आगे निर्धारित करें कि संरचना के भीतर तत्व कैसे फिट होते हैं या कार्य करते हैं यह एक अन्य प्रकार की गतिविधि है और फिर जिसे आप श्रद्धांजलि या डिकंस्ट्रक्ट कहते हैं इसका मतलब यह है कि किसी दिए गए अखबार से हमें फिर से एक विशिष्ट समाचार पत्र लेना है जो कि समाचार पत्र या उस लेख के लेखक द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है क्या कहना है बायस क्या है वह किन मूल्यों को बढ़ावा दे रहा है या प्रस्तुत सामग्री के पीछे क्या इरादा है और वास्तव में राजनीतिक भाषण विश्लेषण करने के लिए वास्तव में उदाहरण के लिए महान चीजें हैं लेकिन हम इंजीनियरिंग प्रकार की गतिविधि में अधिक रुचि रखते हैं अब कुछ विश्लेषण गतिविधियाँ आलोचनात्मक रूप से पढ़ रही हैं ग्रंथों को स्पष्ट करना या आलोचना करना मान्यताओं की जांच या मूल्यांकन अप्रासंगिक तथ्यों से प्रासंगिक भेद प्रशंसनीय संदर्भ भविष्यवाणी या व्याख्या करना कारण और साक्ष्य और कथित तथ्यों का मूल्यांकन करना विरोधाभासों को पहचानना निहितार्थ और परिणाम की खोज उदाहरण के लिए यदि आप कहते हैं कि अगर मैं एक निश्चित पैरामीटर को बदल दूं तो सिस्टम का क्या होगा आप निहितार्थ या परिणाम की खोज कर सकते हैं यह बहुत सरल हो सकता है उदाहरण के लिए किसी दिए गए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आप कह सकते हैं कि क्या मैं रोकनेवाला मूल्य को किसी अन्य मूल्य में बदल देता हूं जो होता है अब क्या होता है क्या वह एनालाइज है या अप्लाई इस तरह के एक साधारण मामले में यह सवाल आउटपुट को निर्धारित करता है जब पैरामीटर एक मान X1 से मान X2 में बदलता है जो एक बहुत ही सरल है तो आप व्यावहारिक रूप से अप्लाई से संबंधित विचार कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास थोड़ी अधिक जटिल प्रणाली है जो कि निहितार्थ बहुत स्पष्ट नहीं है तो आपको जो भी प्रासंगिक उपकरण का उपयोग करना है उसका पता लगाना होगा इसके अलावा सामान्यीकरण को परिष्कृत करना और सरलीकरण से बचना किसी के दृष्टिकोण को विकसित करना विश्वास या तर्क या सिद्धांत बनाना स्पष्ट करने वाले मुद्दे निष्कर्ष या विश्वास मूल्यांकन के लिए क्राइटेरिया बनाना वह भी एक विश्लेषण गतिविधि है किसी चीज के मूल्यांकन के लिए आप किस तरह के क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन क्राइटेरिया का उपयोग कर रहे हैं यह आपके मूल्यों और मानकों पर निर्भर करता है लेकिन क्या आप इसके बारे में स्पष्ट हैं तो गतिविधि आपके स्वयं के मूल्यों को स्पष्ट करने में शामिल है और क्राइटेरिया विकसित करने के लिए मानकों की आवश्यकता होगी सूचना के स्रोतों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन जड़ या महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गहराई से सवाल उठाना और उनका पीछा करना तर्क व्याख्या विश्वास या सिद्धांत स्पष्ट करना इसलिए गतिविधियों का विश्लेषण बहुत सारे हैं लेकिन यही वह जगह है जहाँ हम समस्या में पड़ जाते जब हम इंजीनियरिंग में आते हैं पहली बात यह है कि शब्द एनालाइज का हमारी गतिविधियों के दौरान बड़े पैमाने पर द्वारा उपयोग किया जाता है शिक्षक के रूप में छात्रों के रूप में हम इसका उपयोग करते रहते हैं लेकिन ब्लूम टैक्सोनॉमी के संदर्भ में विश्लेषण का बहुत विशिष्ट अर्थ है इसलिए यदि आप ब्लूम टैक्सोनॉमी के भीतर काम कर रहे हैं तो आपको एनालाइज शब्द का उपयोग उसी तरीके से करना होगा जिस तरह से इसे परिभाषित किया गया है उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि एक सर्किट का विश्लेषण करें या एक संरचना का विश्लेषण करें तो उस स्थिति में क्या जब हम सर्किट का विश्लेषण करने के बारे में बात कर रहे हैं जो आप वास्तव में ज्ञात वेरिएबल्स के संदर्भ में कुछ अज्ञात वेरिएबल्स निर्धारित करने के लिए पूछ रहे हैं यह भी एक ढीले तरीके से विश्लेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है एक कमर्शियल तरीके से आप कह सकते हैं लेकिन इसलिए जब आप ब्लूम टैक्सोनॉमी का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं तो सभी लोगों को बहुत ही विशिष्ट तरीके से विश्लेषण का उपयोग करने के लिए खुद को अनुशासित करना होगा अब भले ही आप यह छांट लें कि हम कहते हैं कि हम सभी एनालाइज शब्द का उपयोग केवल उस अर्थ में करने के लिए सहमत हैं जो ब्लूम टैक्सोनॉमी द्वारा वर्णित है लेकिन क्या हम सीमित समय में लिखित परीक्षा में इस श्रेणी के प्रश्नों को डिजाइन कर सकते हैं हमारा अधिकांश मूल्यांकन या मूल्यांकन सीमित समय की परीक्षाओं के रूप में होता है यदि यह कक्षा परीक्षण है तो यह डेढ़ घंटे है यदि यह अंतिम सेमेस्टर परीक्षा है तो यह आम तौर पर लगभग 3 घंटे होती है और आपके पास अलग से कुछ लैब परीक्षा हो सकती है लेकिन अधिकांश मूल्यांकन लिखित परीक्षाओं के रूप में होता है अब ऐसे मामले में और आपके द्वारा पूछे जाने वाले किसी भी विशेष प्रश्न को आधे घंटे से अधिक 3 घंटे की परीक्षा में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि एक परीक्षा के पेपर में कई प्रश्न होंगे और 10 अंकों के प्रश्नों को सामान्य रूप से आधे घंटे से अधिक नहीं लेना चाहिए और यदि आप एक प्रश्न एक आइटम या एक प्रश्न पूछ रहे हैं जो एनालाइज की श्रेणी से संबंधित है तो पहली बात यह है कि आपको विस्तृत विवरण लिखना होगा और फिर विश्लेषण से यह कहते हुए प्रश्न पूछें कि क्या धारणाएँ पूर्ण हैं क्या डेटा पूरा है और आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के पूरे समूह को हल करने में आधे घंटे से ज्यादा समय लगता है इसलिए सीमित समय की लिखित परीक्षा में प्रश्नों का विश्लेषण करना आसान नहीं है यदि आप रुचि रखते हैं तो गतिविधियों का विश्लेषण केस स्टडीज प्रोजेक्ट्स टर्म पेपर्स और फील्ड स्टडीज से संबंधित असाइनमेंट्स में शामिल किया जा सकता है दूसरा मुद्दा ऐसी कई गतिविधियां हैं जिनके बारे में हमने विश्लेषण के तहत बात की थी वे इंजीनियरिंग के लिए बहुत आम नहीं हैं वे सामाजिक विज्ञान और मानविकी विषयों के लिए काफी सामान्य हैं लेकिन ऐसा क्यों नहीं है इंजीनियरिंग विज्ञान विषय या विज्ञान विषय जिस स्तर पर हम 4 साल के कार्यक्रम में संभाल रहे हैं वे इस अर्थ में काफी संरचित विषय हैं कि हम सीमा पर खोज नहीं कर रहे हैं और हम बहुत ही संकीर्ण संदर्भ में भी बात कर रहे हैं इसलिए जब पूरे विषय को बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित किया जाता है तो प्रश्नों के विश्लेषण की गुंजाइश बहुत कम होगी जबकि आप किसी भी सामाजिक विज्ञान और मानविकी विषयों में बहुत आसानी से प्रश्नों का विश्लेषण कर सकते हैं तो क्या ध्यान दिया जाना चाहिए इसका मतलब यह नहीं है कि हम अवमूल्यन कर रहे हैं लेकिन हमें अपने इंजीनियरिंग विषय के संबंध में समझना चाहिए जहां हम काम कर रहे हैं अब इवैल्यूएट शब्द में आते हैं यह अगला शब्द है क्या होता है यदि आपके पास आपके लिए तीन या चार विकल्प हैं और यदि आपको एक का चयन करना है तो आप कैसे चयन करेंगे इसे मूल्यांकन प्रक्रिया कहा जाता है यह क्राइटेरिया और मानकों पर आधारित निर्णय है जो कई हो सकते हैं ठीक है क्राइटेरिया गुणवत्ता प्रभावशीलता दक्षता या स्थिरता से संबंधित हो सकता है मानक या तो गुणात्मक या मात्रात्मक हो सकते हैं तो क्या होता है अगर मेरे पास A B C तीन समाधान हैं तो क्या मैं इनमें से एक का चयन कर सकता हूं मैं किस आधार पर चयन करूं पहली बात यह है मुझे क्राइटेरिया का एक सेट सूचीबद्ध करना होगा और मैं किन क्राइटेरिया का चयन करता हूं इसलिए क्राइटेरिया का चयन स्वयं मूल्यांकन प्रक्रिया का एक हिस्सा है आप किसी उत्पाद के रंग के बारे में सोच सकते हैं जैसे कि हम कहें आप इस बात पर विचार कर सकते हैं कि उत्पाद के रंग में अधिक अंतर नहीं है तो आप उस विशेष क्राइटेरिया को अलग रखेंगे लेकिन यह विकल्प आपके द्वारा स्पष्ट रूप से बताए गए कारणों से बनाया जाना है और पहली बात यह है कि आपको क्राइटेरिया की पहचान करनी होगी उनमें से कुछ गुणात्मक हैं या कुछ मात्रात्मक हैं फिर क्या होता है आपको इन क्राइटेरिया को प्रत्येक समाधान के लिए लागू करना होगा जो आपके सामने हैं उदाहरण के लिए एक हो सकता है इसकी गुणवत्ता A में उच्चतम गुणवत्ता है लेकिन B अधिक प्रभावकारी है C और अधिक कुशल और आगे तो क्या होता है वे तीन समाधानों या चार समाधानों में से किसी एक विशेष समाधान के बीच चयन करने के लिए फिर से निर्धारित करने के लिए एक ही संख्या में अनुवाद नहीं करते हैं जब कई होते हैं तो हर एक कुछ क्राइटेरिया के संबंध में अच्छा होता है आपको फिर से एक और अगले स्तर की क्राइटेरिया पर खरा उतरना होता है जिसमें से आपको इसे चुनना होगा जब आप काफी बड़ी समस्याओं को देखते हैं तो मूल्यांकन प्रक्रिया काफी जटिल हो सकती है जब आप बहुत बड़ी समस्याओं या जटिल समस्याओं के बारे में बात करते हैं तो क्राइटेरिया का चयन यानी जहां आप हर समय बड़ी परियोजनाओं के संबंध में समस्याओं का सामना करते हैं जैसे कि पुल या फ्लाईओवर का निर्माण या किसी भी तरह के विवाद आएंगे क्योंकि प्रत्येक एक क्राइटेरिया के एक अलग सेट से बात कर रहा होता है तो आप के साथ जुड़े कार्रवाई क्रिया आप जाँच रहे हैं जाँच का अर्थ है परीक्षण करना पता लगाना निगरानी करना समन्वय करना या समालोचना करना सटीकता पर्याप्तता उपयुक्तता या स्पष्टता सामंजस्य पूर्णता निरंतरता शुद्धता आदि को देखते हुए आपके पास इन चीजों का एक पूरा गुच्छा है जिसे आप न्याय करना चाहते हैं इसलिए सरल शब्दों में कहें मूल्यांकन का संबंध कुछ क्राइटेरिया को चुनने और इन क्राइटेरिया को समाधानों में लागू करने और किसी विशेष समाधान की प्राथमिकता के संबंध में निर्णय लेने या बनाने से है अब अंतिम छठी कॉगनिटिव प्रक्रिया क्रिएट है निर्माण में कड़ाई से एक सुसंगत या कार्यात्मक पूरे बनाने के लिए तत्वों को एक साथ रखना शामिल है यह तत्व आपके लिए उपलब्ध हैं लेकिन आप उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर और कार्यात्मक बनाने के लिए डाल रहे हैं और यह तीन पर किया जाता है तीन अलग अलग स्तर हैं एक उत्पन्न होता है आप क्या उत्पन्न करते हैं उत्पन्न यह है कि यह सिस्टम अवधारणाओं मॉडलों सिद्धांतों स्पष्टीकरण सामान्यीकरण परिकल्पना भविष्यवाणियों सिद्धांतों समस्याओं प्रश्नों और कहानियों को वर्गीकृत कर सकता है उदाहरण के लिए एक साधारण सी चीज लें जैसे कि एक परीक्षण हो सकता है एक कहानी लिखें कहानी फिर से हो सकती है शब्द बनाने का उपयोग कई अर्थों में ढीले अर्थों में किया जाता है लेकिन एक कहानी लिखना सवाल लिखना एक कहानी लिखना है जो पहले से उपलब्ध से अलग होना चाहिए यह उस चीज़ से बहुत भिन्न नहीं हो सकता है जिसे आप पहले से पढ़ते हैं लेकिन कम से कम यह अलग है इसका मतलब है कि आपने कहानी बनाई है कुछ बनाया है इसी तरह एक योजना बनाएं किसी चीज की योजना या डिजाइन करना शब्द को कड़ाई से डिजाइन करने का अर्थ है कुछ बनाने की योजना बनाना मैं आपसे एक कुर्सी डिजाइन करने के लिए कह सकता हूं जब आपको एक कुर्सी डिजाइन करने के लिए कहा जाता है तो मैं एक मौजूदा कुर्सी की नकल कर सकता हूं और आपको दे सकता हूं उस स्थिति में यह क्रिएट नहीं होता है यहां तक कि अगर मैं छोटे बदलाव करता हूं तो कोण या जोड़ों या जिस तरह से मैं कुर्सी को डिजाइन करता हूं इसका मतलब है कि आप कुछ बनाने की योजना बना रहे हैं और आप जो कहते हैं वह एक बनाने की प्रक्रिया है तीसरा वास्तव में प्रोड्यूस है उदाहरण के लिए आपको एक मॉडल बनाने के लिए कहा जाता है या आप कुर्सी बनाते हैं या एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में आपको एक विमान का एक मॉडल बनाने के लिए कहा जाता है चाहे वह विमान का कोई भी हिस्सा हो चाहे वह कुछ भी हो और फिर आपको कार्यशाला में बैठना होगा और आपको अपना उत्पादन करना होगा जब आप किसी तरह उत्पादन कर रहे होते हैं तो यह एक अनोखा टुकड़ा बन जाता है इसका मतलब है कि आप पैदा कर रहे हैं तो यह है कि बनाने की प्रक्रिया क्या है पहली बात निर्माण है आइए देखें कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए इसका क्या मतलब है या मैं अपने इंजीनियर को यह क्रिएट गतिविधि के लिए कैसे प्रशिक्षित करूं निर्माण में किसी समस्या के लिए कई समाधानों का निर्माण शामिल है किसी समस्या के एकाधिक सही समाधान तथ्य यह है कि एक दूसरे की तुलना में बेहतर है लेकिन आपको किसी समस्या के लिए कई समाधानों का उत्पादन करने में सक्षम होना चाहिए जबकि लागू सख्ती से आप पहले से ही रास्ता जाना जाता है और आप आम तौर पर एक ही समाधान के लिए आते हैं न कि कई समाधान इसलिए बनाएँ वास्तव में हमारे इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में हम एक समस्या के कई समाधान बनाने के लिए लोगों को प्रशिक्षित नहीं करते हैं क्योंकि मानक पाठ्यक्रमों में संबोधित की जाने वाली अधिकांश समस्याएं अध्याय की समस्याओं का अंत हैं जहां उत्तर अद्वितीय हैं ठीक है अब तक हमने छह कॉगनिटिव स्तरों को देखा है जैसे कि अप्लाई एनालाइज इवैल्यूएट और क्रिएट और व्यावहारिक रूप से सभी कॉगनिटिव कार्य हो सकते हैं यह दावा किया जा सकता है कि इन श्रेणियों में से एक के तहत आ सकता है और वे पदानुक्रम में व्यवस्थित होते हैं इसलिए एक विशेष गतिविधि या एक विशेष समस्या जिसे आप संबोधित कर रहे हैं एक से अधिक स्तरों पर गतिविधियों को शामिल कर सकते हैं लेकिन अगर आप कहते हैं कि एक विशेष इंजीनियरिंग प्रणाली को डिज़ाइन करें यदि आप इसे एक समस्या के रूप में दे रहे हैं तो यह पिछले सभी पांच कॉगनिटिव स्तरों से गतिविधियों को शामिल करने की संभावना है अब दो अन्य शब्द हैं जो चिंता का विषय हैं एक है क्रिटिकल थिंकिंग दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग इसलिए हमारा मुद्दा यह है कि क्या क्रिटिकल थिंकिंग एक अन्य गतिविधि है या इसे ब्लूम की छह कॉगनिटिव प्रक्रियाओं के तहत माना जा सकता है बहुत से लोग इस क्रिटिकल थिंकिंग से स्वतंत्र रूप से निपटना चाहते हैं लेकिन अगर आप उनकी अपनी परिभाषाओं को देखते हैं तो हमें इस पर सख्ती से ध्यान देना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग गहरी इरादतन और संरचित सोच प्रक्रिया को संदर्भित करती है जिसका उद्देश्य सामने आने वाली चुनौतियों के लिए मूल और रचनात्मक समाधान बनाने के उद्देश्य से सूचना अनुभव अवलोकन और मौजूदा ज्ञान का विश्लेषण और अवधारणा करना है इसका मतलब है कि यहाँ विभिन्न भागों को देखें जो कड़ाई से विश्लेषण प्रक्रिया की तरह हैं पहले वाक्यांश को छोड़ दें क्रिटिकल थिंकिंग का उद्देश्य सूचना और अनुभवों का विश्लेषण और अवधारणा करना है अवलोकन और मौजूदा ज्ञान फिर से मूल और रचनात्मक समाधान बनाने के उद्देश्य से इसलिए उद्देश्य को छोड़ो लेकिन अगर आप गतिविधि को देखते हैं तो यह जानकारी अनुभवों और विचारों की अवधारणा का विश्लेषण कर रहा है तो आप विश्लेषण और अवधारणा देख सकते हैं संकल्पना आप एक नई अवधारणा बना रहे होंगे उस स्थिति में यह निर्माणाधीन होगा या आप मौजूदा ज्ञात अवधारणाओं के तहत डाल रहे हैं तब यह अंडरस्टैंड कहलायेगा या विश्लेषण तो क्या होता है जैसा कि कथन जाता है आप विश्लेषण कर रहे हैं या शायद समझ रहे हैं और उद्देश्य क्रिएट करना है लेकिन वास्तव में मूल समाधान नहीं बना रहे हैं देखें कि यह गहरे इरादों और संरचित सोच को दर्शाता है ठीक है अब इसके अगले पहलू पर आना क्रिटिकल थिंकिंग है और यह इस अर्थ में व्यवस्थित और समग्र है कि एक प्रस्तावित समाधान की जांच करते समय यह इसके प्रभाव और परिणाम या सिस्टम के अन्य भागों की जांच करता है इस प्रकार यह सुनिश्चित करना कि सिस्टम के एक स्तर पर समाधान कहीं और समस्याएं और मुश्किलें पैदा न करें फिर आप फिर से एक उद्देश्य के लिए एक प्रस्तावित समाधान की जांच कर रहे हैं इसलिए यदि आप एक प्रस्तावित समाधान की जांच करते हैं तो मूल्यांकन की श्रेणी में आता है इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग में विश्लेषण और मूल्यांकन शामिल होते है लेकिन लक्ष्य एक समस्या का मूल समाधान बनाना है और यहां एक अन्य पहलू गंभीर रूप से सोच के लिए एक सकारात्मक खुली और निष्पक्ष मानसिकता की आवश्यकता है जो उपलब्ध जानकारी की निष्पक्ष जांच करने में सक्षम है और उनके द्वारा लाई गई निर्धारित मान्यताओं और सीमाओं से अवगत है सोच के लिए खुले दिमाग निष्पक्ष और खुले दिमाग की आवश्यकता होती है यह क्रिटिकल थिंकिंग की आवश्यकता है लेकिन वास्तव में क्रिटिकल थिंकिंग इसे सुधारने की दृष्टि से सोच का विश्लेषण और मूल्यांकन करने की कला है उद्देश्य सुधार करना है इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी को गतिविधियों के विश्लेषण और मूल्यांकन क्रिटिकल थिंकिंग हैं माना जाएगा अब प्रॉब्लम सॉल्विंग एक और दिलचस्प है लोगों ने उस बारे में विस्तार से लिखा है बहुत सारी पुस्तकें हैं लेकिन अगर आप उन सभी को एक साथ रखते हैं तो कहीं से भी कुछ लोगों द्वारा किसी प्रक्रिया के आवेदन को समस्या समाधान माना जाता है यही आप कर रहे हैं समस्याओं को हल कर रहे हैं या इसे विश्लेषण की आवश्यकता हो सकती है इसके मूल्यांकन की आवश्यकता हो सकती है और यह प्रक्रियाएं बना सकते है सभी चार प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं या केवल कुछ प्रक्रियाएं शामिल हैं तो उस मामले में हम प्रभावी रूप से देख रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी ब्लूम टैक्सोनॉमी के तहत निर्धारित है और अब हमें इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की प्रकृति को समझने की आवश्यकता है इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में पेश किए जाने वाले अधिकांश पाठ्यक्रमों को अच्छी तरह से परिभाषित रूपरेखाओं में डिजाइन और पेश किया जाता है ठीक है पहली बात यह है कि इस बारे में बहुत अधिक अस्पष्टता नहीं है कि कुछ वैध है या नहीं और इसी तरह यह सीधे उस स्तर पर है जिस स्तर पर हम संभाल रहे हैं यह एक अच्छी तरह से परिभाषित रूपरेखा है और ओपन एंडेड समस्याओं के समाधान के लिए ज्यादातर परियोजनाओं के माध्यम से इंजीनियरिंग कार्यक्रमों का प्रयास किया जाता है और कभी कभी असाइनमेंट के माध्यम से जहां समाधान के लिए समय एक प्रमुख सीमा नहीं है यहां तक कि अगर आप इस तरह के अभ्यास नहीं देखते हैं तो भी यह अभ्यास इंजीनियरिंग छात्रों को दिया जाता है कक्षा परीक्षणों और अंत सेमेस्टर परीक्षाओं में मूल्यांकन आइटम मुख्य रूप से रिमेम्बर अंडरस्टैंड और अप्लाई कॉगनिटिव स्तरों से संबंधित हैं इस स्तर पर भी यदि आप परीक्षा पत्रों का विश्लेषण करते हैं तो कई नहीं कई परीक्षा पत्र रिमेम्बर और अंडरस्टैंड में सीमित हैं और केवल बहुत कम प्रतिशत वेटेज अप्लाई लेवल को दिया जाता है और कभी कभी आप पाएंगे कि 70 से 80 प्रश्न केवल रिमेम्बर स्तर तक होते हैं और यह एक और शब्द है जिससे आपको परिचित होना है जहाँ उपयोग किए गए शब्द हैं सीखने के उच्च आदेश गहन सीखने सार्थक सीखने यह सब का अर्थ उच्चतर स्तर के अप्लाई और फिर एनालाइज इवैल्यूएट और क्रिएट होगा अब कार्य आपके द्वारा सिखाए गए या सीखे गए पाठ्यक्रमों से गतिविधियों के दो उदाहरण दें जो कॉगनिटिव स्तरों के हैं अप्लाई एनालाइज इवैल्यूएट और क्रिएट और जिन पाठ्यक्रमों से आप परिचित हैं उनमें से किसी में भी अधिकतम 500 शब्दों के वक्तव्य में क्रिटिकल थिंकिंग का उदाहरण दें किसी भी ऐसे पाठ्यक्रम में प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक उदाहरण दें जिससे आप परिचित हों जैसा कि समझाया गया है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है और इसी तरह क्रिटिकल थिंकिंग क्या है से परिचित हैं अब अगली इकाई में हम ज्ञान की श्रेणियों में आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमने ज्ञान और कॉगनिटिव प्रक्रिया को कॉगनिटिव डोमेन के दो आयाम हैं हम चार ज्ञान श्रेणियों में से एक पर नजर डालेंगे फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल और प्रोसीड्यूरल नॉलेज हम यूनिट स्तर पर देख रहे होंगे